चर्चा के अगले विषय में आपका स्वागत है जो एंंग्युलर मेज़रमेंट पर है इंजीनियरिंग में यदि हम एक सीधी रेखा खींचना और एक आर्क खींचना जानते हैं तो हम किसी भी जटिल ज्यामिट्री को रेखाओं और आर्कों में विभाजित कर सकते हैं इसलिए अगर मैं इसे खींचना जानता हूं तो मैं काफी हद तक सामान्य रूप से कह सकता हूं कि मैं कोई भी जटिल संरचना बना सकता हूं उसी सादृश्य में यदि आप इसे माप के लिए लेते हैं यदि मैं एक सीधी रेखा को मापना जानता हूं और यदि मैं एंगल और रेडियस के संदर्भ में एक आर्क को मापने में सक्षम हूं तो मैं मुझे दिए गए किसी भी जटिल ज्यामिट्री को माप सकता हूं तो निश्चित रूप से आपको अपना सेटअप बनाना होगा जैसे कि आप वह एंंग्युलर को मापने का प्रयास करें तो एंंग्युलर मेज़रमेंट में यहाँ हम दो विशेषताओं के बीच या दो रेखाओं के बीच के एंगल की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो एंगल सबटेंडेड किया जाता है उसे गियर में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे थ्रेड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रेड प्रोफाइल मापन इसे जिग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है और इसे जिब्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ कुछ स्थान हैं जहाँ यह एंंग्युलर मेज़रमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि आप एंंग्युलर मेज़रमेंट को देखें तो ये कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं हम जाएंगे और इसे हम विस्तार से देखेंगे आप यहां देख सकते हैं कि एक स्केल है ठीक है आर्क एक सपाट प्लेट या एक सपाट बेस है यह पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए एक संदर्भ है यह संदर्भ किसी अन्य संदर्भ के खिलाफ होना चाहिए जो तब सही है केवल आप एंगलों को मापना शुरू कर सकते हैं यदि संदर्भ सतह किसी दिए गए स्टेंन्डरड संदर्भ के खिलाफ नहीं है तो ये इंस्ट्रूमेंट त्रुटि देने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह एक रिलेटिव मेजरमेंट है जो इसे लेता है मान लीजिए अगर दो रेफरेंस प्लेन के बीच एरर है तो वह एंगल भी आपके रिजल्ट में जुड़ जाएगा जो भी आप देखेंगे तो इस विषय में हम पहले परिचय को देखने की कोशिश करेंगे फिर हम प्रोट्रैक्टरस को देखने की कोशिश करेंगे जिसका इस्तेमाल हमने स्कूली उम्र से ही किया था फिर हम एक यूनीवरसल बेवल प्रोट्रैक्टर देखेंगे फिर साइन बार साइन सेंटर इंक्लाइंन का माप स्पिरिट लेवल जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है क्लिनोमीटर और अंत में ऑटोकॉलिमेटर हम इसका उपयोग करेंगे ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग सटीक एंगलों को मापने के लिए किया जाता है जो एक सपाट सतह पर होता है ठीक है जिस क्षण मैं एंगल जानता हूं आप डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं और दूरी में भी परिवर्तित हो सकते हैं आप माइक्रोन में परिवर्तित कर सकते हैं और आप परिणामों की रिपोर्ट कर सकते हैं एक एंगल का स्तर जो एक सर्कल के संबंध में प्राप्त होता है मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्रकृति में मौजूद है कोई इसे डिग्री या रेडियनस कह सकता है यह इकाइयाँ होंगी मेट्रोलॉजी में देखें यह माप का विज्ञान है यहां हम क्या करते हैं हम मेग्नीट्यूड रखने की कोशिश करेंगे और फिर हम इकाइयों को रखने की कोशिश करेंगे ये इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं ठीक है यह हो सकता है माइक्रोनस में यह रेडियनस में भी हो सकता है अब एक बार जब यह रेडियनस में होता है तो आप इसे वापस चला सकते हैं और इसे माइक्रोन में एक लीनियर स्केल में प्राप्त कर सकते हैं और यह मेग्नीट्यूड है जो दिया गया है तो दस माइक्रोन दस डिग्री जब हम लीनियर माप में देखना शुरू करते हैं तो हम इसे हमेशा माइक्रोन मिलीमीटर मीटर के संदर्भ में रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करेंगे जब हम एंगल को मापने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा इसे डिग्री और रेडियन के रूप में रिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं यदि आप चाहते हैं कि हम इस डिग्री को लेना चाहते हैं और फिर इसे एक लीनियर स्केल में बदलना चाहते हैं तो हम इकाइयों को डिग्री से माइक्रोन या मिलीमीटर में बदलने की कोशिश करते हैं ठीक है कोई इसे डिग्री या रेडियन कह सकता है लेकिन तथ्य यह है कि इसका सर्कल से सीधा संबंध है जो एक रेखा का एक एन्वलप है जो इसके एक किनारों में घुमाता है एंगल को दो रेखाओं के बीच के खोलने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक पाॅइंट पर मिलते हैं इसलिए यदि दो रेखाएं यदि परिभाषा ठीक से नहीं की गई है तो दो रेखाओं के बीच खुलने से जो कभी नहीं मिलती हैं आपको कभी एंगल नहीं मिलेगा इसलिए जब हम किसी एंगल को मापना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाॅइंट है जो एक पाॅइंट पर मिलता है कभी कभी एंगल मेशरमेंंट का प्राथमिक उद्देश्य एंगल को मापना नहीं होता है बल्कि मशीन भाग के संरेखण का आकलन करना होता है कई बार जब इनमें से कई हिस्सों को एक सब असेंबली या पूर्ण उत्पाद बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो एंगल माप बहुत महत्वपूर्ण होता है एंगल रीडिंग को मिसलिग्न्मेंट की त्रुटि के लिए मापा जाता है उदाहरण के लिए स्पिंडल रन आउट ठीक है जब स्पिंडल रन आउट होता है या वर्कपीस रन आउट होता है तो इन सभी चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है साधारण स्केल्ड उपकरणों से जटिल प्रकारों तक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो एंगल को मापने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर तकनीकों का उपयोग करती है वर्नियर प्रोट्रैक्टर एक उपकरण है हम देखेंगे एक यांत्रिक समर्थन या बस तंत्र के साथ उन्हें किसी दिए गए वर्क पीस के खिलाफ सटीक रूप से स्थिति देने और रीडिंग को लॉक करने के लिए प्रदान किया गया है तो इन सभी वर्नियर कैलिपर में इन सभी चीजों में हमारे पास हमेशा एक लॉकिंग नट या लॉकिंग स्क्रू होगा जिसे हम इसे एक एंगल पर रखते हैं और फिर हम इसे लॉक करते हैं और फिर हम इसे वर्क पीस से बाहर निकालते हैं और फिर देखो माप क्या है स्पिरिट लेवल भी सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी सतह की प्लेट है और यदि आप मापना चाहते हैं कि सतह प्लेट का विचलन क्या है तो आम तौर पर हम जो करते हैं वह या तो हम कई बिंदुओं पर डैैलेट करनेे की कोशिश करते हैं एक मैट्रिक्स बनाते हैं और भिन्नता पता लगाने की कोशिश करते हैं या हम क्या करते हैं हम स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं इसे कई स्थानों पर रखते हैं और देखते हैं कि केंद्र से दोनों तरफ एंगल का इंक्लिनेशन क्या है वहां से हम खोजने की कोशिश करते हैं हमें एंगल माप मिलता है एंगल से हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लीनियर त्रुटि या डिसप्लेसमेेंट क्या है ठीक है विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बीम और कॉलम जैसे संरचनात्मक सदस्यों को संरेखित करने के लिए स्पिरिट लेवल का सार्वभौमिक अनुप्रयोग है अधिकांश मिस्त्री यह मापने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं कि सतह समतल है या नहीं पारंपरिक या इलेक्ट्रॉनिक क्लिनोमीटर ऐसे उपकरण हैं जो स्पिरिट लेवल के मूल सिद्धांत को नियोजित करते हैं लेकिन बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ अंत में कोलिमेटर और एंगल डेकर्स collimator and Angle Dekkors जो उपकरणों के परिवार से संबंधित हैं क्योंकि ऑप्टिकल उपकरण को संदर्भित करता है एंंग्युलर मेज़रमेंट के लिए भी उपयोग किए जाते हैं यह एक साधारण प्रोट्रेकटर है जहां और जिसे हम केंद्र में लगाते हैं स्कूल के दिनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम केंद्र में तय करते हैं और हमारे पास 0 से 180 तक के एंगल हैं आपके पास 0 से 180 हो सकते हैं या जो 360 डिग्री तक जारी रह सकते हैं आपके पास लीस्ट काऊूंट 1 डिग्री हो सकती है यदि यह एक बड़ा डायमीटर प्रोट्रैक्टर है तो आपके पास आधा मिलीमीटर आधा डिग्री भी हो सकता है उदाहरण के लिए यंत्र की सतह वस्तु की सतह के समानांतर होनी चाहिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है उपकरण की सतह जहां कहीं भी विस्थापित हो वस्तु की सतह के पेरालल होनी चाहिए और प्रोट्रेकटर की संदर्भ रेखा एंगल की संदर्भ रेखा के साथ पूरी तरह से मेल खाना चाहिए तो यह बहुत ही मान्य पाॅइंट है इंंस्टरुमेंट की सतह वस्तु की सतह के पेरालल होनी चाहिए पाॅइंट संख्या 1 और प्रोट्रेकटर की संदर्भ रेखा एंगल की संदर्भ रेखा से पूरी तरह मेल खाना चाहिए ठीक है साधारण प्रोट्रैक्टर की बहुत सी सीमाएँ होती हैं जिन्हें उपयोग करते समय हम सभी जानते हैं हालांकि कुछ जोड़ या सरल मेकेेनिसम जो मुख्य पैमाने या वर्नियर स्केल और एक रोटेटबल ब्लेड को पकड़ सकता है इसे बहुत वर्साटाइल बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है सकता है तो यहाँ क्या होता है कि आपके पास केवल एक ही है आप आम तौर पर यदि आप एक प्रोट्रैक्टर देखते हैं तो हम क्या करते हैं हम कागज के एक टुकड़े पर डॉट रेफरेंस बनाते हैं वहां प्रोट्रैक्टर डॉट को इन दोनों रेफरेंस से बिल्कुल मेल खाते हैं और ड्रा करते हैं मान लीजिए अगर मैं इस प्रोट्रैक्टर के ऊपर खींचना चाहता हूं मैं एक टेंज्जेंंट खींचना चाहता हूं तो इसके ऊपर एक स्केल रखना असंभव होगा क्योंकि यह रेडियस है और टेंजंट एक स्केल है इसलिए यह बहुत मुश्किल होगा एक रेखा आर्क के संपर्क में रहने के लिए तो आपको केवल एक पाॅइंट मिलेगा अतः इसके लिए टेंजंट खींचना बहुत कठिन है तो ऐसी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मेन स्केल जोड़ते हैं हम एक वर्नियर स्केल जोड़ते हैं और एक रोटरी ब्लेड संलग्न करते हैं ताकि आप इसे वर्साटाइल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने का प्रयास कर सकें प्रोट्रैक्टरस दो प्रकार के होते हैं जो विकसित होते हैं जिनका आमतौर पर उपयोग किया जाता है एक को यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर कहा जाता है दूसरे को ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर कहा जाता है तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर हमारे संयोजन सेट से अलग है और संयोजन सेट के साथ यह अलग है तो ये दोनों अलग हैं कृपया भ्रमित न हों यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर यह इस तरह दिखता है तो आपके पास ब्लेड होगा ठीक है तो इस ब्लेड में एक स्लॉट होगा ठीक है तो यहाँ यदि आप देखते हैं तो वहाँ एक स्लॉट है जो कि एक एंड मिल है जिसे बनाया गया है तो यह 60 डिग्री के एंगयूलर पर है और यहां इसे किसी अन्य एंगल पर काटा जाता है यह 45 डिग्री है तो इसका उपयोग संदर्भ रखने के लिए भी किया जा सकता है फिर इस ब्लेड में आपको एक बारीक एडजस्टमेंट नॉब दिखाई देगा जो एक प्रोट्रैक्टर है जो स्लाइड करता है जिससे स्लाइड हो सकती है तो एक ब्लेड क्लैंंपर द्वारा प्रोट्रैक्टर को ब्लेड से जकड़ा जाता है और यह बदले में इसके द्वारा जकड़ा जाता है जैसे कि आप सुनिश्चित करते हैं कि यह रेखा समानांतर में है या यह मापने वाली वस्तु के साथ संयोग में है तो तब आपके पास एक प्रोट्रैक्टर होगा जो सबसे नीचे होगा यहाँ एक मेगनीफैइंग लेंस है क्योंकि पढ़ने में स्पष्टता देखने के लिए तो यहां आपको एक लेंस दिखाई देता है जो जुड़ा हुआ है और यहां आपको एक बारीक नॉब दिखाई देता है जो वहां है जिसका इस्तेमाल थोड़ा ऊपर और नीचे डायल करने के लिए किया जाता है और आपको डेटा मिलता है तो यहां एक रेफरंस प्लेन है आप इस रेफरंस प्लेन के संबंध में पूरे स्केल को रख सकते हैं आप चाहें तो यहां वह वस्तु भी रख सकते हैं जो फिर से एक अ्क्यूट एंगल अ्टेेेचमेंट है यह 90 डिग्री पर है और यह 30 डिग्री पर है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वे एंगल हैं जिनका उपयोग वर्कपीस को रखने के लिए किया जाता है या वर्कपीस को डायल करने और इसे समतल करने के लिए किया जाता है और फिर इसे रखें फिर रीडिंग को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर को घुमाएं और हम इसका उपयोग एक रेफरंस सतह जैसे उपयोग कर सकते हैं तो यह एक एंगल मापने वाला उपकरण है जो 5 के भीतर एंगलों को मापने में सक्षम है प्रोट्रैक्टर डायल बेस के एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर लगाया गया है प्रोट्रैक्टर डायल को हर दसवीं डिग्री के साथ डिग्री में ग्रेडयुएट किया जाता है इसलिए वर्नियर स्लाइड ब्लेड को डायल में फिट किया जाता है जिससे इसे आधार के एंगल पर सेट की गई किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है ब्लेड और डायल को इकाई या युनिट के रूप में घुमाया जाता है बारीक समायोजन एक छोटे से कन्रल्ड हेेडड पिनियन के साथ प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग किया जाता है ताकि हम बारीक समायोजन करने और विवरण प्राप्त करने का प्रयास कर सकें तो ये बारीक समायोजन घुंडी हैं जो वहां हैं ताकि हम इस वर्नियर और प्रोट्रैक्टर एंगलों के मेचिंग को देखने का प्रयास करें प्रोट्रैक्टर डायल को लॉक किया जा सकता है वर्नियर में रिक्ति बनाई जाती है इस तरह से कि लीस्ट काऊंट 112 डिग्री से मेल खाती है इसलिए 112 डिग्री ठीक है मान लीजिए आप ६० या ३६० लेते हैं तो आप इसका ११२वां भाग प्राप्त कर सकते हैं तो लीस्ट काऊंट की गणना एक मेेन स्केेल के विभाजन का मूल्य Value of 1 MSD 1° MSD Main Scale Division एमएसडी मुख्य स्केल डिवीजन 24 VSD 46 MSD VSD Vernier Scale Division वी एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन 1 VSD of 23 ° तो तो यह स्पष्ट है कि एक वर्नियर विभाजन 1 12th of 23°के बराबर होती है जैसे ही डायल घूमता है वर्नियर डिवीजन पांचवें मिनट से 60 वें मिनट तक शुरू होता है उत्तरोत्तर मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है जब तक कि वर्नियर का 0 th डिवीजन मुख्य स्केल डिवीजन पर 2 डिग्री तक नहीं चला जाता इसलिए लीस्ट काऊंट एक वर्नियर डिवीजन और दो मुख्य स्केल डिवीजन के बीच का अंतर है जो 112° or 5'है लीस्ट काऊंट 2 मुख्य स्केल डिवीजन एमएसडी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वीएसडी लीस्ट काऊंट 1 ° लीस्ट काऊंट 60 लीस्ट काऊंट 5 तो कभी कभी भ्रम पैदा होता है कि वर्नियर को किस दिशा में पढ़ना है भ्रम को दूर करने के लिए हम एक सरल नियम का पालन करते हैं वह नियम जिसे हमें याद रखना चाहिए वर्नियर को हमेशा शून्य से उसी दिशा में पढ़ें जिस दिशा में आप डायल स्केल पढ़ते हैं यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाॅइंट है एक साधारण नियम इस नियम का पालन करना होगा वर्नियर को हमेशा शून्य से उसी दिशा में पढ़ें जिस दिशा में आप डायल स्केल पढ़ते हैं तो यह शून्य है उसी दिशा में आप पढ़ते हैं तो यह अगर तुम पालन करते हो तो कोई भ्रम नहीं होगा चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक और फिर आप विवरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो एंगल और उनके सपलीमेंट्स आप यहां देख सकते हैं यहाँ एक वर्कपीस है तो यहाँ बेस है जिसके बारे में हमने बात की यहाँ प्रोट्रैक्टर है और यहाँ घुंडी है इसका उपयोग यहाँ स्लाइड करने के लिए किया जाता है और अगर हम इस एंगल का पता लगाना चाहते हैं तो यह β है यह α है इसलिए • β 180 ° इसलिए यदि आप विशेष रूप से खोजना चाहते हैं तो α यह होने वाला है • 180 ° β तो आप एंगल β प्राप्त करें और आपको यह एंगल मिलता है जो सपाट सतह के संबंध में है इस एंगल को बेवल प्रोट्रैक्टर द्वारा मापा जा सकता है ठीक है एंगल सीधे पढ़ता है वे हैं जो ब्लेड से आधार काउंटर तक क्लोकवैस बनते हैं हम इसे करते हैं यदि पूरे भाग के एंगल को क्वाड्रंंट 1 क्वाड्रंंट 3 में मापा जा रहा है तो एंगल को सीधे पढ़ा जा सकता है यदि यह दूसरा तरीका है तो डेटा को परिवर्तित करना होगा वर्कपीस के एंगलों को यदि क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 में मापा जा रहा है तो यदि आप देखते हैं कि क्वाड्रंट 1 2 3 और 4 हैं तो ठीक है ये चार क्वाड्रंटस हैं यदि वर्कपीस का एंगल 1 या 3 में मापा जा रहा है तो एंगल सीधे आसानी से इस स्केल से पढ़ा जा सकता है यदि वर्कपार्ट के एंगल को क्वाड्रंट 2 या 4 में मापा जा रहा है तो वास्तविक एंगल उनके सपलीमेंट द्वारा दिया जाता है यहाँ भी एंगल को सीधे केवल दो क्वाड्रंटों में पढ़ा जा सकता है अर्थात् दूसरा और चौथा ठीक है ये एंगल ब्लेड से बेस तक और ये एंगल क्लोकवैस दिशाओं में बनते हैं सपलीमेंट 1 और 3 क्वाड्रंटों वर्कपार्ट के लिए ओब्टयूस एंगल होना चाहिए इसलिए जब हम चलते हैं तो मैं एंगल खींचने की कोशिश करूंगा मान लीजिए यदि आपके पास इस तरह का स्केल है और फिर आपके पास एंगल के रूप में ऐसा कुछ है तो ठीक है तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह सपलीमेंट है और इसके संबंध में यह सपलीमेंट भी है ठीक है यह एंगल है और यहाँ एंगल भी है हम सीधे मापते हैं ठीक है यह एक ब्लेड के लिए है जो ब्लेड में घूमता है जो क्लोकवैस दिशा में घूमता है मान लीजिए यदि ब्लेड एंटी क्लोकवैस दिशा में घूमता है तो आपके पास इस तरह का एक स्केल होगा ठीक है तो यह सपलीमेंट है और यह भी एक सपलीमेंट है यह वह एंगल है जिसे हम मापते हैं और यह वह एंगल भी है जिसे हम सही मापते हैं तो यह एक ब्लेड के लिए है जिसे एंटी क्लोकवैस में घुमाया जाता है यदि ब्लेड एंटी क्लोकवैस दिशा में घूमता है तो इस प्रकार हमें सपलीमेंट विवरण मिलता है तो 1 और 3 क्वाड्रंटों में इन क्वाड्रंटों में रखे गए वर्कपीस के लिए ओब्टयूस एंगल का उपयोग करें तो ऑप्टिकल प्रोट्रैक्टर यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का एक सरल विस्तार है यहां हम प्रोजेकट्ड स्केल के आसान पढ़ने की सुविधा के लिए एक ऐ पिस के रूप में एक लेंस का उपयोग करते हैं ब्लेड को ब्लेड क्लैंपर के माध्यम से डायल से जोड़ा जाता है तो यदि आप इसे देखें तो यहां एक वर्किंग एड्ज working edgeहै जिसे आप रख सकते हैं और अक्यूूट एंगल यह एक बेस है यह एक क्लैंप है और यहाँ आपके पास पढ़ने के लिए एक छोटा सा ऐ पिस है यहाँ एक ब्लेड है जो वर्कपीस के संपर्क में आता है और फिर यह ब्लेड क्लैम्पिंग डिवाइस है जिसका हम उपयोग करते हैं यह लगभग एक बेवल प्रोट्रैक्टर के समान है सिवाय ऑप्टिकल चीज़ के जो दिखाई देता है तो वर्नियर प्रोट्रैक्टर में ऐ पिस वर्नियर स्केल के शीर्ष दृश्य पर ही जुड़ा होता है जो एक साथ स्थिर डायल स्केल पर एकल इकाई के रूप में चलता है तो ऐ पिस इसे आवर्धित तरीके से प्रदान करता है वर्कपीस पर अक्यूूट एंगल की सुविधा के लिए अक्यूूट एंगल संलग्न किया जाता है यदि आप मापना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं दूसरी बात रीडिंग के लिए लॉक करने के लिए एक क्लैंप दिया गया है ठीक है एक क्लैंप है जो इसे घुमाने से रोकनेेे की कोशिश करता है तो आप आंख को देखें और फिर रीडिंग लेने का प्रयास करें तो आपके पास यहां एक वर्नियर रीडिंग भी होगी अगला उपकरण साइन बार होगा साइन बार एक सटीक एंगल माप उपकरण है जिसका उपयोग स्लिप गेज के साथ किया जाता है तो हम यहां जो करते हैं वह एक स्लिप गेज है जो आप रोलर के एक छोर पर लगाते हैं इसलिए मूल रूप से आप जो करते हैं वह है आप रखते हैं और ऊंचाई और यहाँ आप क्या करते हैं यह एक सपाट सतह है अब आप इसे एक इंकलैन पर रखते हैं और फिर आप वर्कपीस को यहाँ रखते हैं यह पता लगाने के लिए डायल करें कि 0 किस तरह से है तो अब आपके पास क्या है आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ऊंचाई क्या है ऊंचाई से आप इसे रूपांतरित कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एंगल क्या है ठीक है यह एक सटीक एंगल मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग स्लिप गेज के साथ किया जाता है यदि आप स्लिप गेज का उपयोग नहीं करते हैं तो यह उपकरण किसी बड़े काम का नहीं है साइन सिद्धांत के आधार पर एंगलों को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है तो आपके पास एक यह एक शीर्ष सपाट सतह होगा आपके पास दो रोलर्स हैं ये रोलर आयाम d के रूप में दिए गए हैं और रोलर का केंद्र सिर से सपाट सतह के शीर्ष तक h है और दो रोलर्स के बीच की दूरी L है आवश्यक एंगल तब प्राप्त होता है जब दो रोलर्स के बीच की ऊंचाई का अंतर रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से गुणा किए गए एंगल की सैन के बराबर होता है तो एंगल θ की सैन जो एक सैन बार और सतह प्लेट की ऊपरी सतह के बीच बनता है जो डैटम है और द्वारा दिया जाता है sin θ¿ जहां h रोलर्स के बीच की ऊंचाई L रोलर्स के बीच की दूरी तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक फ्लैट है आपके पास कुछ वस्तु है ठीक है और आपके पास रोलर है दूसरी तरफ आपके पास यह है आपके यहाँ एक और रोलर है ठीक है तो यह दूरी L है ठीक है और यह यह स्लिप गेज पर टिका हुआ है यह ऊँचाई h का एक स्लिप गेज है ऊँचाई h दाईं ओर और अगर आप इस एंगल का पता लगाना चाहते हैं तो मैं इसे A कहता हूं तो sin θ या A θ h के बराबर है जहां h रोलर्स के बीच ऊंचाई अंतर के अलावा कुछ भी नहीं है और L रोलर्स के बीच की दूरी है तो यह महत्वपूर्ण बात है जिसे एंगलθ की सैन कहा जाता है ठीक है यह मैंने पिछली स्लाइड में कहा था जो साइन सिद्धांत पर काम करता है तो यह साइन है तो साइन θ h by L बराबर है ठीक इसलिए एल साइन θ L sin θ हमेशा h के बराबर होता है तो अब क्या होगा क्या आप जानते हैं कि यह सपाट प्लेट है तो इसके साथ हम h का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं ऊंचाई कुछ और नहीं बल्कि L into sin θ है h L × sin θ जहाँ h रोलर्स के बीच ऊंचाई में अंतर L रोलर्स के बीच की दूरी ऊंचाई h के लिए साइन गेज का निर्माण करके और स्लिप गेज के उपर एक रोलर के साथ एक सतह की थाली पर साइन बार रखकर ऊपरी सतह को सतह की प्लेट के संबंध में चाहा हुआ एंगल में सेट किया जा सकता है तो यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि यह १ है २ हो सकता है ३ हो सकता है और ४ हो सकता है ठीक है तो आपके पास यहाँ एक और रोलर है तो मान लीजिए कि यह 100 मिलीमीटर है ठीक है और यह एक आर्क का अनुसरण करता है ठीक है तो यह ६० डिग्री है यह ४५ डिग्री है क्षमा करें यह ३० डिग्री है और यह ६० डिग्री है तो हाइट देखोगे तो ये 50 होगी वही बात 7071 होगी और यदि आप इसे लेने और इस ऊंचाई को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह 866 मिलीमीटर होगा तो आप यहां अलग अलग ऊंचाइयों के लिए देख सकते हैं जब कोई ऊंचाई h का स्लिप गेज बनाकर और स्लिप गेज के उपर एक रोलर के साथ साइन बार को सतह प्लेट पर रखकर ऊपरी सतह को चाहे हुए एंगल पर सेट किया जा सकता है तो ये सतह प्लेट के संबंध में एंगल हैं इसलिए सिलेंडरों के बीच किसी माप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक ज्ञात लंबाई है किसी माप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक ज्ञात लंबाई है तो यह वही है जो हमें दिया गया है तो दूरी 100 मिलीमीटर है आप बढ़ते रहें तो आप देखते हैं कि अलग अलग मापों के लिए आपको क्या अंतर मिलता है तो साइन बार का क्या फायदा है साइन बार का लाभ यह है कि वह बहुत सटीक और सही है डिजाइन और निर्माण काफी सरल है उपलब्धता काफी अधिक है नुकसान एंगल में वृद्धि के साथ त्रुटियुक्त हो जाता है इसलिए जब यह 60 या 80 से अधिक हो जाता है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडलिंग कभी कभी मुश्किल हो सकती हैऔर स्लिप गेज की स्थिति निर्धारण भी फिर स्थिति को ठीक करने में मदद करने के लिए कठिन हो सकती है थोड़ी सी त्रुटि एक बड़ी एंगलीय त्रुटि का कारण बन सकती है तो आइए अब इस एक न्यूमेरिकल को इस दिशा में हल करने का प्रयास करें ताकि हम साइन बार में न्यूमेरिकल हल करने की प्रयास कर सकें यदि साइन बार की लंबाई 100 मिलीमीटर है और एंगल 14 डिग्री है तो इसे विकसित किया जाना चाहिए M25 स्लिपस के सेट का उपयोग करके स्लिप गेज की ऊंचाई और स्लिपस के आकार का निर्धारण करें हमने इसका अध्ययन किया है तो दिया गया डेटा है कि θ 14 डिग्री के बराबर है और फिर L रोलर्स के बीच की लंबाई 100 मिलीमीटर है तो वे क्या पूछ रहे हैं वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि h क्या है दिया हुए डेटा θ 14 ° एल 100 मिमी हम यह जानते हैं sin θ¿ hL ¿ h L × sin θ h 100 × sin14 h 100 × 02419 h 2419 mm तो तो फार्मूला क्या है sin θ इक्वल टू h by L L दिया गया है इसलिए हम जानते हैं h इक्वल टू L गुणा sin θ तो h कुछ नहीं 100 sin 14 डिग्री है तो यह कुछ और नहीं बल्कि 100 गुणा 0241 कुछ ऐसा ही है तो यह 241 19 है तो 19 मिलीमीटर यह h होगा ठीक है तो यह एक सीधा साइन के सिद्धांतों का उपयोग करने वाला फार्मूला है तो यह साइन बार की लंबाई निश्चित है इसलिए केवल यह L और यह h समस्या से समस्या में बदलता रहता है एक साइन सेंटर कॉनिकल वर्कपीस के एंगल को मापने का एक साधन प्रदान करता है जो सेंटरस के बीच होते हैं तो यह साइन सेंटर है तो दो केंद्र हैं दो जीवित केंद्र और दो मृत केंद्र तो आप कॉनिकल वर्कपीस को मापने की कोशिश कर सकते हैं जो केंद्रों के बीच होता है रोलर्स में से एक को अपनी धुरी पर पिवट किया जा सकता है जिससे दूसरे रोलर को उठाकर साइन बार को एक एंगल पर सेट किया जा सकता है तो यह रोलर आप इसे उठा सकते हैं और फिर आप कर सकते हैं इस साइन सेंटर के बेस में उच्च स्तर की समतलता है स्लिप गेज को ऐंठा है और इसके सेट पर साइन बार को एक आवश्यक एंगल पर रखा गया है कॉनिकल वर्कपीस के खिलाफ स्टैंड से जुड़ा एक डायल गेज सेट किया गया है साइन बार को एक एंगल पर सेट किया जाता है जैसे कि वर्कपीस के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने पर डायल गेज कोई विचलन दर्ज नहीं करता है एंगल को फिर से सरल नियम लागू करके निर्धारित किया जाता है तो हम जो हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक साइन बार होगा इसलिए आपके पास एक साइन बार होगा और यहां आपके पास h होगा इसलिए ये स्लिप गेज के अलावा और कुछ नहीं हैं तो यहाँ आपके पास यह होगा ठीक है फिर आप क्या करते हैं कि आप इसे कॉनिकल रखने की कोशिश करेंगे इसलिए यह केंद्रों के बीच है यह एक कॉनिकल वर्कपीस है इसलिए यदि आप वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइन सेंटर के बेस में उच्च स्तर की समतलता है डायल गेज को स्टैंड से क्लैंप किया गया है जो एक कॉनिकल वर्कपीस के खिलाफ सेट है आप यहां एक डायल सेट करेंगे साइन बार को एक एंगल पर सेट किया जाता है जैसे कि वर्कपीस के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने पर डायल गेज ने कोई विचलन दर्ज नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे कि साइन नियम को लागू करके एंगल का निर्धारण किया जाता है तो अब आप एक डायल गेज लगाएंगे इसे इधर उधर घुमाएंगे और फिर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह ऊंचाई एंगल क्या है अगला एंगल माप है इन्हें फीलर गेज कहा जाता है इसलिए हम एंगल माप कर सकते हैं जो उच्च श्रेणी के वेयर रेजिस्टेंट स्टील से बने होते हैं और यह स्लिप गेज के समान सिद्धांत पर काम करते हैं तो आप उसी अवधारणा का उपयोग करके एंगल को मापने की कोशिश कर सकते हैं जैसे स्लिप गेज आप जोड़ते रहते हैं और फिर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह एंगल क्या है जो वर्कपीस द्वारा सबटेंड किया गया है तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और फिर इस संयोजन का उपयोग एंगल माप को मापने के लिए कर सकते हैं तो एंगल गेज इसे एक एंगल बनाने के लिए साथ ऐंठा जा सकता है दो बड़े एंगलों के बीच के अंतर के रूप में उन्हें एक छोटा एंगल बनाने के लिए घटाया जा सकता है तो वे जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि आपके पास एक ब्लॉक हो सकता है ठीक है और फिर आपके पास ऐसा हो सकता है यह पूरी अब 35 डिग्री होगी तो यह ३० डिग्री ब्लॉक है और यह ५ डिग्री ब्लॉक या स्लिप गेज है जो भी हम बात कर रहे हैं मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यह 5 डिग्री अतिरिक्त हो जो आपके पास हो दूसरा तरीका यह है कि आपके पास 20 हो सकते हैं बस एक उदाहरण देते हुए यह फिर से 30 डिग्री का ब्लॉक है और फिर आप क्या करते हैं कि आप विपरीत दिशा में करने की कोशिश करते हैं और फिर आप इसे यहां कोशिश करते हैं कि एंगल क्या होगा यहाँ यह केवल 25 डिग्री है तो यह भी एक 5 डिग्री ब्लॉक है तो यहाँ आप देखते हैं यह मोटा है और यहाँ यह पतला है इसलिए यह वृद्धि है तो यहाँ यह पतला है और यहाँ यह मोटा होगा यह घटाव है तो आप ब्लॉक जोड़ सकते हैं आप ब्लॉक के एंगल को बेस एंगल से घटा सकते हैं और फिर आप माप के लिए विभिन्न एंगलों को उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं फिर यहाँ हम एंगल बनाने के लिए रिंगिंग की अवधारणा का उपयोग करते हैं पहली बार देखा गया कुछ ब्लॉक के साथ सैकड़ों हजारों एंगलों को मापना असंभव है लेकिन इन ब्लॉकों के जोड़ और घटाव द्वारा यह संभव हो सकता है स्लिप गेज की तरह एंगल ब्लॉकों को विभिन्न संयोजनों में एक साथ घुमाया जा सकता है प्रत्येक एंगल ब्लॉक के एक छोर को प्लस के रूप में चिह्नित किया गया है जबकि विपरीत को माइनस के रूप में चिह्नित किया गया है तो आपके पास एक टेपर होगा ठीक है वे इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें प्लस या माइनस स्थिति में जोड़ा जा सकता है तो आपके पास प्लस और माइनस हो सकते हैं तो आपके पास माइनस और प्लस हो सकता है तो यह घटाता है और एंगल उत्पन्न करता है दो संकीर्ण सिरे एक साथ व्यक्तिगत एंगलों का योग प्रदान करते हैं जिसके संकीर्ण छोर एक दूसरे के विपरीत स्थित होता है जो घटाव एंगल प्रदान करता है तो हमने यहां यही देखा तो यह जोड़ हो सकता है यह घटाव हो सकता है तो इस प्रकार 0 से ९० डिग्री ९ मिनट ५९ सेकेंड दिए गए स्टेपस में आप सेकंड के स्टेपस में प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम ४५ डिग्री लेने की कोशिश करते हैं ठीक है तो मान लें कि यह सकारात्मक है और फिर तीर इस ओर है तो यह नकारात्मक है तो 45 माइनस 3 जो 42 है और फिर यहाँ हम ३० डिग्री ३० मिनट लेने की कोशिश करते हैं और फिर हम ५ मिनट भी लेते हैं दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए हमें ३५ मिलते हैं और फिर हम २० मिनट भी लेते हैं तो यह वहाँ है तो यह 42 डिग्री 35 मिनट और 20 सेकंड है जिसे विभिन्न एंगलों के संयोजन से विकसित किया जा सकता है दिशा को देखते हुए हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं इसीलिए इसे एंगल गैजस का संयोजन कहा जाता है तो एप्लीकेशन यह इंजीनियरिंग उद्योग में दो सतहों के बीच के एंगल का एक त्वरित माप है एंगल गेज का लगातार उपयोग यह जांचने के लिए है कि क्या घटक इसकी ऑफ एंगल टॉलरेंस के भीतर है प्रिसिशन स्क्वेयरस का उपयोग करके 90 डिग्री से अधिक एंगल की माप के लिए हम L स्क्वेयर जैसे कुछ का उपयोग करते हैं इसलिए एंगलों के साथ यही होता है तो हमने यहां एक संयोजन दिखाया है ठीक है तो आप इसका उपयोग विभिन्न एंगलों को उत्पन्न करने के लिए इसके संयोजन के साथ कर सकते हैं ठीक है साइन बार की तुलना में एंगल अधिक सटीक होते हैं ये एंगल साइन बार की तुलना में अधिक सटीक होते हैं क्योंकि साइन बार में ट्रिग्ननोमेमेट्रीक फार्मूला शामिल होता है इसलिए यहां यह नहीं दिखाया गया है और साइन बार की तुलना में एंगल गेज के साथ एंगल सेट करने की प्रक्रिया कम जटिल है तो आइए इसे एक प्रश्न के रूप में लेते हैं 39° 9 15" के एंगल को निम्नलिखित स्टैंडर्ड एंगल गेजों की सहायता से मापा जाना है तो यह 1° 3° 9° 27°और 41° है हम 33° उत्पन्न करने वाले हैं तो क्या संभावनाएं हैं 33° 27° प्लस 3° प्लस 1°द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है तो यह प्लस 3° प्लस 1°नहीं आ रहा है यह 33° नहीं आ रहा है तो अगला संयोजन 33° है हम 27° प्लस 9° so 27° प्लस 9° is 36° लेने की कोशिश कर सकते हैं 36° माइनस 3° एक संभावना है 27° प्लस 9° माइनस 6° एक संभावना है जो हम कर सकते हैं तो चलिए ऐसा करते हैं तो हमने क्या किया है कि हम एक सपाट प्लेट लेते हैं इसलिए पहले हम 27° बनाने की कोशिश करते हैं तो यह 27° है और चलिए इसे बनाते हैं और फिर अगला 9° है आप 9° बनाते हैं फिर से इस दिशा में इसलिए हम माइनस 3° सेट करते हैं इसलिए हम 3° यहाँ डालते हैं इसलिए °3 यह माइनस है तो हमने जो किया है हमें 33° रूप में मिला है 33° ≠ 27° 3°1° 33°27°9°−3° 9'9' 15" 18" - 3" अब अगली बात है 9' जो आप चाहते हैं तो सीधे 9' आपके पास 9' है तो मैं यहां 9 जोड़ता हूं इसलिए मैं इस दिशा में 9 जोड़ता हूं तो सीधे 9 मिलता है इसलिए कोई समस्या नहीं है और फिर मेरे पास 15" होना चाहिए मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि मैं इसे 18"माइनस 3" के रूप में उत्पन्न कर सकता हूं मैं इसे पूरा कर सकता हूं तो मैं उसी दिशा में 18" जोड़ूंगा और फिर मैं इस दिशा में 3" घटाऊंगा तो अब मुझे जो मिला है वह एंगल है जो 33° 9' 15" है तो यह जोड़ है और आप देख सकते हैं कि यह घटाव है आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार उत्तर मिलता है ठीक है फिर हम स्पिरिट लेवल पर चले जाते हैं स्पिरिट लेवल एक बेसिक बबल इंस्ट्रूमेंट है स्पिरिट लेवल जैसा कि आप जानते हैं एक एंगल मापने वाला उपकरण है जिसमें बबल हमेशा चलता रहता है तो यह कुछ इस तरह है आपके पास एक बबल है ठीक है और आपके पास ग्रेजुएशनस हैं तो यह एक बबल है जो गतिमान है और यहाँ ग्रेजुएशन ग्लास ट्यूब graduation glass tube है तो जैसा कि आप जानते हैं एक स्पिरिट एक एंंग्युलर मेज़रमेंटने वाला उपकरण है जिसमें बबल हमेशा कांच की शीशी के उच्चतम बिंदु तक जाता है बेस को रेफरंस प्लेन कहा जाता है तो यह रेफरंस प्लेन है एक मशीन के हिस्से पर बैठा है जिसके लिए समतलता की सीधीता निर्धारित की जा सकती है इसलिए शायद यह यहाँ तक आ सकता है ठीक है ऐसा हो सकता है जब बेस हॉरिजॉन्टल होता है तो बबलस ग्रैजुएटेड स्केल के केंद्र में रहता है स्पिरिट लेवल का प्रदर्शन बबल और दो रेफरंसो के बीच ज्यामिट्रिक संबंध द्वारा नियंत्रित होता है तो ये विभिन्न स्पिरिट लेवल हैं जो आज बाजार में उपलब्ध हैं तो पहला स्पिरिट लेवल पहला रेफरेंस ग्रेविटी का प्रभाव है और दूसरा रीडिंग पढ़ने में बबल के खिलाफ स्केल है इसलिए पहले हम इसे समतल सतह के विपरीत रखने की कोशिश करते हैं एंगल को मापते हैं और फिर रीडिंग लेने का प्रयास करते हैं क्लिनोमीटर स्पिरिट लेवल का एक विशेष मामला है क्योंकि आमतौर पर स्पिरिट लेवल में क्या होता है आप हमेशा एक छोटा एंगल रखने की कोशिश करेंगे तो यह कुछ इस तरह होगा और यह 0 अंक होगा और यहां हो सकता है आपके पास अधिकतम 10 डिग्री होगा और इस तरफ आपके पास 10 डिग्री होगा ये आपके पास अधिकतम ग्रेजुएशनस हैं यदि आप बहुत बड़े क्षेत्र को मापना चाहते हैं तो आप स्पिरिट लेवल का उपयोग नहीं कर सकते इसलिए इस क्लिनोमीटर में एक फ्रेम पर चढ़कर एक लेवल शामिल है ताकि फ्रेम को किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के संबंध में चाहा हुआ एंगल पर चालू किया जा सके तो यहां सटीकता 1 मिनट तक जा सकती है इसलिए उनका उपयोग सतहों की सीधापन सपाटता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है वे भी जिग बोरिंग मशीनों के इंकलाइन टेबल सेट करने और एंगयुलर नौकरियां मशीनिंग के लिए सतह पीसने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हम इस क्लिनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं इसलिए आप उसे देख सकते हैं इसलिए यहां हम एंगल को बदलने और इसे अपने बेवेल प्रोट्रैक्टर की तरह लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं यहां एक एंगल है और यहां सब डिवीजन है तो आप बेस एंगल प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर एक मिनट के बाद आप रीडिंग यहां से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह अधिक सटीक है और एक बड़े एंगल के लिए हम इन क्लिनोमीटर का उपयोग करते हैं चर्चा का अगला विषय ऑटोकोलिमेटर होने वाला है इसलिए ऑटोकोलिमेटर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग छोटे एंगलों को बहुत अधिक सटीकता से मापने के लिए किया जाता है अब तक हम इसकी डिग्री माप रहे थे तो हम मिनट के लिए गए और फिर हम सेकंड के बारे में बात कर रहे थे इसलिए यदि आप दूसरे स्तर और मिनट के स्तर में अधिक संवेदनशील होना चाहते हैं तो हम हमेशा ऑटोकोलिमेटर का उपयोग करते हैं ऑटोकोलिमेटर को प्रिसिशन एलाइनमेंट एंगुलर मूवमेंट की परिणाम एंगल स्टैंडर्ड का वेरिफिकेशन और लंबी अवधि में एंगयुलर मॉनिटरिंग सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं जो ऑटोकॉलिमेटर द्वारा किए जा सकते हैं तो जब मैं ऑटो कोलिमेटर कहता हूं तो जब मैं कोलमेट कहता हूं तो यह वह एक लाइट होना चाहिए इसलिए ऑटोकॉलमेटर में हम कोलिमेटेड लाइट की बीम का उपयोग करते हैं रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है इसलिए यह एक ऑटोकोलिमेटर है तो हम रोशनी रोशन करने की कोशिश करते है यह बीम स्पलिटर है तो यह वस्तु पर या रेफरंस में हिट होता है और फिर यह वापस प्रोजेक्ट किया जाता है इसे रीक्नसट्रकट किया जाता है और फिर हम इसे आईपीस के माध्यम से देखते हैं आईपीस में आपके पास आईपीस के पहले क्या है हमारे पास क्रॉस वायर है और फिर यह प्रोजेक्टर है और यह रिफ्लेक्टर है तो लाइट यहां से आता है बीम स्प्लिटर के पास जाता है यह प्रकाश को विभाजित करता है और इसका आधा हिस्सा इस तरह से चला जाता है और यह सतह पर हिट करने की कोशिश करता है और फिर यह वापस आता है वे रीक्नसट्रकट होता है और आप इसे आईपीस में देख सकते हैं और फिर आप बाद में इसे आईपीस साइड में देख सकते हैं तो यहां आपके पास क्रॉस वायर होगा जो देखने को मिलेगा इसलिए यदि आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप देखते हैं कि y केंद्र से एक कोने में विस्थापित हो रहा है और y यह विस्थापन है यह विस्थापन इसलिए है क्योंकि संदर्भ प्लेट या दर्पण जिसे वर्कपीस पर रखा जाता है यह वर्कपीस है तो यह एक एंगल पर है तो रिफ्लेक्शन होता है इसलिए विस्थापन हुआ है अत यह∆y जिसका उपयोग विस्थापन के संदर्भ में एंगल को मापने के लिए किया जाता है हम इसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग करके बहुत छोटे एंगलों को मापा जा सकता है बाहरी रिफ्लेकटिंग रिफ्लेक्टर बीम के सभी हिस्सों को वापस उपकरण में रिफ्लेक्ट करता है जहां बीम को फोटो डिटेक्टर photo detector द्वारा केंद्रित और पता लगाया जाता है ऑटोकोलिमेटर उत्सर्जित बीम और परावर्तित बीम के बीच विचलन को मापता है एंगल को मापने के लिए ऑटोकोलिमेटर के रोशनी के उपयोग के कारण हम इसे बहुत लंबी दूरी के लिए परीक्षण कर सकते हैं और आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद